आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स पर चर्चा करेंगे जिसमें हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य रूप से कैसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं के द्वारा सिस्टम के विभिन्न घटकों का सही तरीके से उपयोग किया जा सके अब हम जिन अवधारणाओं को कवर करने जा रहे हैं वे सभी सेवाओं और ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है जो उपयोगकर्ताओं प्रक्रियाओं और अन्य प्रणालियों को प्रदान करता है इसलिए यह पहली बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे अब ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम के उपयोगकर्ता के रूप में उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करनी चाहिए इसलिए हम कुछ फाइलों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ क्वेरी कर सकते हैं चाहे हम किसी फाइल को कुछ लिखने के लिए खोले कुछ डिवाइस से कुछ पढ़ें और सभी तो यह वह सेवाएं हैं जो उपयोगकर्ता को प्रदान की जाती हैं एक उपयोगकर्ता सिस्टम में लॉगिन करना चाह सकता है तो यह भी एक और सेवा है प्रक्रियाओं को भी कुछ सेवाओं की आवश्यकता है क्योंकि निष्पादित हो रहे कार्यक्रम प्रक्रिया होता है तो वे वास्तव में घटक हैं जो ऑपरेटिंग जी सिस्टम के साथ बातचीत करते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए गए कार्यों को कर रहे हैं इसलिए इस तरह वे प्रक्रियाएं जो सेवाओं के लिए अनुरोध करेंगे हम देखेंगे कि वे किस प्रकार की सेवाओं का अनुरोध कर सकते हैं और सेवा अनुरोध अन्य प्रणालियों से भी आ सकता है जैसे नेटवर्क पर क्लाइंट सर्वर की स्थिति हो सकती है जब सर्वर को क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम से अनुरोध मिलता है और फिर वे जब कुछ कंटेंट या कुछ फ़ाइलों या कुछ डेटाबेस या कुछ ऐसी सेवा के लिए अनुरोध करते हैं तो वह सेवा अनुरोध और मेजबान कंप्यूटर के सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आता है तो उस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए तो इस तरह यह अन्य प्रणालियों को सेवा प्रदान करता है संरचना और ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न तरीके हो सकते हैं हम देखेंगे क्योंकि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव द्वारा डिज़ाइन किया गया है इसलिए अलग अलग डिज़ाइन उपलब्ध हैं और विभिन्न कंप्यूटर डिज़ाइनर हैं जिनका वे अनुसरण कर सकते हैं वे इस डिज़ाइन प्रतिमान के किसी 1 या अन्य का अनुसरण कर सकते हैं और तदनुसार समग्र ऑपरेटिंग सिस्टम को संरचित किया जाएगा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्थापित और अनुकूलित किए जाते हैं और वे कैसे बूट होते हैं तो यह एक और मुद्दा है जैसे अगर आपने थोड़ा सा इतिहास देखा है तो आप देखेंगे कि आम तौर पर पुराने कंप्यूटर उनके पास एक बूट डिस्क होता था और उस बूट डिस्क के माध्यम से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना होता था इसलिए यदि वह बूट डिस्क दूषित है या किसी तरह वह बूट डिस्क खो गया है तो सिस्टम बूट नहीं कर सकता है यह एक बड़ी समस्या थी उसके बाद जो आया है वह यह है कि हमें यह हार्ड डिस्क मिली है जो कि सिस्टम में है फिर हार्ड डिस्क की शुरुआत में सेक्टर 0 तो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट्स शामिल हैं इसलिए कि जब मूल इनपुट आउटपुट सेवाएं रोम में उपलब्ध हैं तो यह प्रोसेसर को डिस्क के पहले सेक्टर की कंटेंट को पढ़ने के लिए कह सकता है तो यह एक और 1 प्रकार का तंत्र है एक अन्य प्रकार का तंत्र वहाँ है जो अब आम है जैसे थिन क्लाइंट प्रकार का वातावरण जहाँ आप उन कंप्यूटर को क्लाइंट कहते हैं जिनके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसलिए नेटवर्क पर वे होस्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम भेजने का अनुरोध करते हैं और तदनुसार वे बूट करते हैं तो उस तरह से अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसमें एक सिस्टम बूट होता है और सामान्य संरचनाएं क्या होती हैं इसलिए इस चर्चा पर हमारी नज़र होगी इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ शुरू करने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह कार्यक्रम के निष्पादन के लिए एक वातावरण प्रदान करता है तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य है तो यह प्रदान करना चाहिए और वातावरण जिसमें कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जा सकता है और उन्हें आसानी से निष्पादित किया जा सकता है अब उन कार्यक्रमों और उपयोगकर्ताओं को कुछ सेवाएं प्रदान करता है जहां कार्यक्रम को चलाना है इस प्रकार इसने जैव उपकरणों वगैरह के संदर्भ में CPU समय के अनुसार मेमोरी के संदर्भ में कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं दूसरी बात यह है कि यह उन प्रोग्राम के उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता कुछ डेटा दर्ज करना चाहता है तो उस डेटा प्रविष्टि को ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों के माध्यम से सुगम बनाया जाना चाहिए तो इस तरह से उन्हें उन कार्यक्रमों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सिस्टम में चल रहे हैं और उन कार्यक्रमों के उपयोगकर्ता के लिए दो प्रकार की सेवाएं हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान कर सकता है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाओं का सेट ऐसे कार्य प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सहायक होते हैं इसलिए उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता सिस्टम में लॉगिन करना चाहता है उपयोगकर्ता एक विशेष कार्यक्रम चलाना चाहता है उपयोगकर्ता यह देखना चाहता है कि जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है तो इस तरह से उपयोगकर्ता को सिस्टम से आवश्यकताओं का एक निश्चित सेट मिल गया है तो यह एक प्रकार की सेवाएं हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को प्रदान करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ंक्शन का एक और सेट जो संसाधन साझाकरण द्वारा सिस्टम के कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है इसलिए प्रणाली में कई संसाधन हैं अब हम संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं आदर्श रूप से किसी संसाधन की आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा करने के लिए किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इसलिए जब कोई प्रक्रिया निष्पादित हो रही है तो यदि आप पाते हैं कि किसी बिंदु पर मुझे एक संसाधन की आवश्यकता है तो संसाधन आदर्श रूप से उस समय उपलब्ध होना चाहिए अब यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है क्योंकि अब हमारे पास उन संसाधनों की कितनी प्रतियां हैं उदाहरण के लिए यदि 2 प्रोग्राम या 2 प्रिंटर पर कुछ डेटा प्रिंट करने की प्रक्रिया करता है तो आपके पास सिस्टम में कितने प्रिंटर हैं इसलिए आम तौर पर हमें 1 या अधिकतम 2 प्रिंटर जुड़े हुए हैं लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जो आउटपुट पर कुछ डेटा प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से प्रिंटर एक संसाधन है जिसे कई प्रक्रियाओं के बीच साझा करना पड़ता है और जब साझाकरण आता है तो यह सवाल यह भी है कि यह कुशल होना चाहिए उदाहरण के लिए यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 प्रक्रिया में एक संसाधन के लिए अनुरोध है और यह सिर्फ इंतजार कर रहा है क्योंकि अन्य इसका उपयोग कर रहे हैं तो इस तरह से यह प्रक्रिया स्टारवेशन का शिकार हो रही है एक अन्य स्थिति जो इस प्रकार के साझा संसाधन वातावरण में हो सकती है डेडलॉक की समस्या है इसलिए जहां वे सभी प्रक्रियाएं किसी संसाधन के मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है तो यह ऐसा है कि प्रक्रिया 1 एक संसाधन की प्रतीक्षा कर रही है जिसे प्रक्रिया 2 से मुक्त किया जाना है और प्रक्रिया 2 एक संसाधन की प्रतीक्षा कर रही है जिसे प्रक्रिया 1 से मुक्त किया जाना है अब ये दोनों प्रक्रियाएं एक लूप में हैं इसलिए वे एक संसाधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो वर्तमान में किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा लिया हुआ है और दूसरे संसाधन की तलाश कर रहा है और यह एक संसाधन लिया हुआ है तो यह इस तरह से है कि अगर मुझे 2 संसाधन आर 1 और आर 2 मिले हैं तो यह 1 संसाधन है और यह दूसरा संसाधन आर 2 है इसलिए यह मामला हो सकता है कि प्रक्रिया 1 वर्तमान में संसाधन 1 के साथ है और यह संसाधन 2 के लिए अनुरोध कर रहा है इसलिए यह संसाधन 1 को पकड़ रहा है और यह संसाधन 2 के लिए पूछ रहा है इसी प्रकार प्रक्रिया 2 में संसाधन 2 है और यह संसाधन 1 के लिए पूछ रहा है इसलिए इस स्थिति में दोनों प्रक्रियाएं P 1 और P 2 एक डेडलॉक स्थिति में होंगे क्योंकि उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उन्हें उचित संसाधन नहीं मिल रहे हैं और अभी भी संसाधन प्राप्त करने का कोई मौका नहीं है क्योंकि जब तक पी 1 खत्म नहीं हो जाता है तब तक यह आर 1 को रिलीज नहीं करेगा और जब तक पी 2 खत्म नहीं हो जाता है तब तक यह आर 2 जारी नहीं करेगा लेकिन पी 1 को समाप्त होने के लिए आर 2 आवश्यक है पी 2 समाप्त होने के लिए आर 1 आवश्यक है तो इस तरह से संसाधन साझा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है इसलिए जब हम डेडलॉक अध्याय पर जाते हैं तो हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे इसलिए हम देखेंगे कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कार्य प्रदान करना होगा तो आप देख सकते हैं कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को संसाधन देने की कोशिश कर रहा है इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि संसाधन साझाकरण कुशल हो और कभी कभी एक प्रक्रिया में बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं और यह शायद कुछ अर्थों में यह खराबी हो सकती है और सिस्टम प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है इसलिए हम यह देखना चाहेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उस प्रक्रिया का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कुछ को उस प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता होती है या कुछ ऐसा होता है ताकि अन्य प्रक्रियाओं को जारी रखना आसान हो जाए अब ओएस सेवाएं जो उपयोगकर्ता के लिए सहायक हैं तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यूजर इंटरफेस है जिससे उपयोगकर्ता सिस्टम से बात करता है जैसे निर्देश कैसे दे रहा है और वह सब पहली बात है इसलिए लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर इंटरफेस होता है अन्यथा सिस्टम से बात करने का कोई तरीका नहीं होता है उस मामले को स्वीकार करना जहां ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड है जहां बाहर से हम उपयोगकर्ता के साथ कोई बातचीत नहीं करते हैं तो यह 1 स्थिति हो सकती है लेकिन सामान्य रूप से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जिससे कि कुछ यूजर इंटरफेस मिल गया है और यह अलग अलग तरीकों से होगा ऑपरेटिंग सिस्टम इस इंटरफ़ेस के माध्यम से उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता आदेशों की जानकारी लेता है अब विभिन्न प्रकार के इंटरफेस हैं जो आप विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में पा सकते हैं उनमें से सबसे सरल कमांड लाइन इंटरफ़ेस या सीएलआई इंटरफ़ेस है इसलिए यह टेक्स्ट कमांड और उन्हें दर्ज करने के लिए एक विधि का उपयोग करता है तो शायद कीबोर्ड से विशिष्ट विकल्पों के साथ एक विशिष्ट प्रारूप कमांड को टाइप करके तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअल आपको बताएगा कि कमांड क्या हैं जैसे अगर आप यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित हैं तो इसके अलावा कमांड्स का एक सेट मिल गया है जैसे आपको उन सभी कमांड्स और उनके लिए पैरामीटर्स को याद रखना होगा उदाहरण के लिए यूनिक्स प्रणाली में किसी विशेष फ़ाइल को कॉपी करने के लिए तो आपको यह कमांड CP फाइल 1 फाइल 2 देनी होगी इसलिए फाइल 1 को फाइल 2 में कॉपी किया जाएगा तो इस तरह से ऐसा है लेकिन यह ठीक है इसलिए उपयोगकर्ता को उन सभी कमांड को याद रखना होगा एक फ़ाइल को हटाने के लिए उदाहरण के लिए कमांड आरएम है मेरी डायरेक्टरी में फाइलें क्या हैं इसलिए एलएस जैसी एक कमांड है तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है जोकि विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हैं ठीक है अब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रारंभिक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें इस प्रकार की कमांड लाइन मिली है इस कमांड लाइन इंटरफ़ेस और उन्हें बड़ी संख्या में आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं जैसे कि यह एलएस कमांड खुद इसे कई आर्ग्यूमेंट्स मिला है जैसे आप बस एलएस देते हैं तो यह सिर्फ फाइलों को सूचीबद्ध करेगा इसलिए यदि आप एलएस माइनस एल देते हैं तो एलएस लंबी सूची के लिए है तो यह आपको बताएगा कि फ़ाइल का मालिक कौन है फ़ाइल कब बनाई गई थी इस विशेष फ़ाइल के लिए सिस्टम के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट अनुमति क्या है तो जैसे कि यह एक लंबी सूची देता है और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इनमें से प्रत्येक आदेश के लिए बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सभी को याद रखना बहुत मुश्किल है और केवल अगर आप बहुत अभ्यास कर रहे हैं या यदि आप उस इंटरफ़ेस में मास्टर हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे अब आज की प्रणाली यदि आप देखते हैं तो हम शायद ही ऐसा सिस्टम पाएंगे जो केवल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पर आधारित हो क्योंकि ज्यादातर हमारे पास एक ग्राफिकल इंटरफ़ेस या GUI आधारित इंटरफ़ेस है जहाँ आपको किसी प्रकार की विंडो दिखाई देती है जिस पर हमें बहुत सारे आइकन मिलते हैं और हमें यह माउस मिला है जिसके द्वारा हम किसी विशेष आइकन का चयन कर सकते हैं हम कुछ तरीके कर सकते हैं जिससे मेनू चालू हो जाएंगे और फिर मेनू से हम चुन सकते हैं तो इस तरह से यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसलिए यह अगली चीज है जो हमारे पास है इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बाद तो यह इंटरफ़ेस एक विंडो सिस्टम है जिसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस है I O को निर्देशित करने के लिए मेनू से चयन के लिए और एक कीबोर्ड टेक्स्ट दर्ज करने के लिए कभी कभी हम फाइल के नाम या कुछ भी दर्ज करना चाहते हैं जो कीबोर्ड के माध्यम से प्रवेश किया जा सके या कुछ डेटा जो उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक है तो यह कीबोर्ड के माध्यम से है तो यहाँ भी कीबोर्ड इंटरफ़ेस है CLI भी कीबोर्ड इंटरफ़ेस वहाँ था लेकिन यहाँ GUI इंटरफ़ेस उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता को याद नहीं रहता कि एक सटीक कमांड प्रारूप क्या है तो उपयोगकर्ता बस कुछ ही बार माउस पर क्लिक करके कुछ ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होगा और यहाँ बैच इंटरफ़ेस है तो यहाँ उन कमांड्स को नियंत्रित करने के लिए निर्देश और निर्देश 2 फाइलों में दर्ज किए गए हैं और उन फाइलों को निष्पादित किया गया है तो बैच का मतलब है एक बैच में निष्पादित होने के लिए आदेशों का एक सेट होगा इसलिए शायद हम चाहते हैं कि फाइलों या कार्यक्रमों के एक निश्चित सेट पर 10 अलग अलग ऑपरेशन किए जाएं इसलिए एक फाइल में हम उन 10 कमांड को लिखते हैं और फिर सिस्टम को बताते हैं कि हम इस फाइल से एक एक करके निष्पादित करते हैं इसलिए इसे बैच इंटरफ़ेस कहा जाता है तो जो पहले की प्रणालियों में बहुत आम था जैसे कि क्या होता है कि कार्यक्रम का निष्पादन और वे बहुत समय लेते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 50 उपयोगकर्ताओं ने निष्पादन के लिए अपनी जॉब्स दी होगी और छात्र की प्राथमिकता बहुत कम है इसलिए उन्हें केवल रात में ही चलाया जाता है हो सकता है कि दिन के समय कुछ और शोध समस्याएं हल हो रही हों इसलिए रात में उन बैच फ़ाइलों को निष्पादित किया जाता है और आपको अगले दिन सुबह आउटपुट मिलता है इस तरह से हमारे पास इस प्रकार का बैच इंटरफ़ेस हो सकता है उदाहरण के लिए पेरोल प्रोसेसिंग है तो पेरोल प्रोसेसिंग जॉब ताकि यह ऑफ़लाइन हो सके इस अर्थ में कि यह ऑफिस के पेरोल सॉफ्टवेयर के चलने के बाद किया जाता है हो सकता है कि सभी पेरोल डेटा आधार को चलाने या अपडेट करने या सिस्टम का बैकअप ले रहे हों तो यह एक बैकअप बैकग्राउंड जॉब है ताकि कुछ आवधिक अंतरालों पर रात में किसी समय चल रहा हो तो यह भी कुछ बैच कमांड का उपयोग कर रहा है तो उस बैकअप को कैसे लें तो हम उन कमांड को एक फाइल में रख सकते हैं और फिर उस फाइल को चलाया जा सकता है और बैकअप को बैच में लिया जाता है तो इस तरह से हमारे पास बैच इंटरफ़ेस हो सकता है जहां हमें एक बैच फ़ाइल मिल गई है जिसमें सभी कमांड को निष्पादित किया जाना है कुछ प्रणालियाँ इस के दो या तीनों वेरिएशन को प्रदान करती हैं ठीक इसलिए कई अलग अलग स्थितियां हैं जहां आप उनमें से केवल दो पा सकते हैं या कम से कम जीयूआई और सीएलआई इसलिए वे ज्यादातर बैच इंटरफ़ेस हैं कुछ मामलों में वहाँ है जहाँ यह आवश्यक है फिर प्रोग्राम निष्पादन इसलिए यह एक और सेवा है जो उपयोगकर्ता को प्रदान की जाती है क्योंकि यह सबसे मौलिक चीज है जो उपयोगकर्ता कर सकता है इसलिए सिस्टम प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने में सक्षम होना चाहिए और उस प्रोग्राम को अंतिम रूप से चलाने के लिए या तो सामान्य रूप से या असामान्य रूप से त्रुटियों का संकेत देना चाहिए तो ये चीजें हैं जो उपयोगकर्ता को सुविधा के साथ प्रदान की जानी चाहिए जैसे उपयोगकर्ता को एक कार्यक्रम चलाने में सक्षम होना चाहिए अब प्रोग्राम कैसे चलाएं इसलिए जब हम एक फ़ाइल संकलित करते हैं तो यह द्वितीयक मेमोरी में रहता है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोसेसर केवल मुख्य मेमोरी से बात कर सकता है इसलिए प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज से लोड किया जाना चाहिए और फिर प्रोग्राम का निष्पादन शुरू होना चाहिए अब कार्यक्रम को कुछ समय के लिए निष्पादित करने के बाद शायद कार्यक्रम समाप्त हो गया है तो यह सामान्य रूप से समाप्त हो जाएगा या यह हो सकता है कि कुछ त्रुटि हुई है तो उस स्थिति में कार्यक्रम असामान्य रूप से बाहर आ जाएगा तो इंगित करें कि त्रुटि कोड उपयोगकर्ता को वापस दिया जाएगा ताकि उपयोगकर्ता समझ सके कि कार्यक्रम के निष्पादन में क्या समस्या थी तो यह दूसरी बात है फिर I O संचालन किसी भी चल रहे कार्यक्रम के लिए हमें उदाहरण के लिए कुछ इनपुट आउटपुट की आवश्यकता हो सकती है जैसे कि यदि आप द्विघात समीकरणों की जड़ों को हल कर रहे हैं तो आपको इस गुणांक A B और C के मान देने होंगे जो उपयोगकर्ता की तरफ से आते हैं तो यह एक कीबोर्ड द्वारा दिया जा सकता है जो कि I O डिवाइस है या यह किसी फ़ाइल के माध्यम से हो सकता है एक फ़ाइल में मान लिखे जा सकते हैं और वहाँ से मानों को निष्पादन के लिए ले जाया जाता है तो इस तरह से एक रनिंग प्रोग्राम के लिए इनपुट आउटपुट की आवश्यकता हो सकती है और इसे फाइल या IO डिवाइस के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए फिर फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन तो यह एक और महत्वपूर्ण सुविधा है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाना है कार्यक्रमों को फ़ाइलों और डायरेक्टरीओं को पढ़ने और लिखने और उन्हें बनाने और हटाने उन्हें खोजने फ़ाइल जानकारी और अनुमति प्रबंधन सूची लिखने की आवश्यकता है तो ये ऐसे ऑपरेशन हैं जो हमें फ़ाइल प्रबंधन के लिए हो सकते हैं ठीक इसलिए उदाहरण के लिए सभी फाइलें कुछ डायरेक्टरी संरचना में व्यवस्थित की जा सकती हैं ताकि संबंधित फाइलों को वे उसी डायरेक्टरी में रखे इसलिए एक उपयोगकर्ता के लिए यह याद रखना आसान हो जाता है कि फ़ाइल वास्तव में कहाँ हो सकती है तो इस तरह से उपयोगकर्ता कुछ नई डायरेक्टरीओं और उपडायरेक्टरीओं और उस डायरेक्टरी के भीतर बनाना पसंद कर सकता है तो वे कुछ फ़ाइल वगैरह बनाना पसंद कर सकते हैं तो वे फ़ाइल को हटाने में सक्षम होना चाहिए फिर डायरेक्टरी को हटा दें वे डायरेक्टरी को ठीक से खोज करने में सक्षम होना चाहिए फिर फ़ाइल की सूची जो वहां है तो उस जानकारी को मुद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है फिर किसी एकल उपयोगकर्ता प्रणाली में फ़ाइल के लिए क्या अनुमति है कोई समस्या नहीं है क्योंकि सभी फाइलें एकल उपयोगकर्ता के नियंत्रण में हैं लेकिन एक बहु उपयोगकर्ता प्रणाली के लिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं की फाइलें हैं इसलिए उन्हें मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए और एक उपयोगकर्ता को अन्य उपयोगकर्ताओं या अन्य उपयोगकर्ताओं की फाइलों के कार्यक्रमों में अप्रतिबंधित नहीं होना चाहिए अब कभी कभी हमें उन सभी को एक्सेस देने की आवश्यकता है और यह एक्सेस पैटर्न भी अलग अलग होगा उदाहरण के लिए एक छात्र रिकॉर्ड को एक छात्र द्वारा देखा जा सकता है लेकिन यह छात्र द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है इसी तरह एक छात्र रिकॉर्ड एक शिक्षक द्वारा देखा जा सकता है और एक शिक्षक द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है इसलिए ऐसा हो सकता है जो हमारे पास मौजूद उपयोगकर्ता समुदाय पर निर्भर करता है तो यह फ़ाइल अनुमति प्रबंधन किया जाना है इसलिए इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी हैं फिर संचार इसलिए प्रक्रियाएं एक ही कंप्यूटर पर या एक नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती हैं तो एक और मूलभूत सुविधा जो सिस्टम या सिस्टम के उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जानी चाहिए इसलिए एक उपयोगकर्ता के रूप में या शायद हम एक प्रोग्राम विकसित कर रहे हैं लेकिन वह प्रोग्राम एक स्टैंडअलोन नहीं है तो यह हो सकता है कि इसे सिस्टम में कुछ अन्य कार्यक्रमों से बात करने की आवश्यकता हो कुछ चर मूल्यों का कुछ हिस्सा दूसरे प्रोग्राम द्वारा गणना की जा सकती है और उन मानों और चर की मेरे कार्यक्रम में आवश्यकता होती है और इसके विपरीत या कुछ और की मेरे कार्यक्रम में गणना की जाती है जिसकी दूसरे कार्यक्रम पर जरूरत है इसलिए इन दो कार्यक्रमों को एक दूसरे से बात करने में सक्षम होना चाहिए कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा करने के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए जैसा कि मैंने अभी कहा है कि एक उपयोगकर्ता डेटा अन्य उपयोगकर्ता द्वारा सुलभ नहीं होना चाहिए एक बहु उपयोगकर्ता प्रणाली में यह दूसरे उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं होना चाहिए लेकिन इस मामले में हम सिर्फ विपरीत बता रहे हैं हम बता रहे हैं कि कुछ एक उपयोगकर्ता द्वारा बनाया जा रहा है एक और उपयोगकर्ता द्वारा देखा जा रहा है इसलिए आपको लगता है कि हमें उस सुविधा को उसी समय आवश्यकता है जब हमें प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है इसलिए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए यह अनुमति बहुत महत्वपूर्ण है और इस पूरी चीज़ का प्रबंधन कैसे किया जाता है यह महत्वपूर्ण है तो यह संचार महत्वपूर्ण सुविधा है जिसे उचित देखभाल प्रदान की जानी चाहिए इसलिए संचार शायद साझा मेमोरी के माध्यम से या संदेश पासिंग के माध्यम से तो आम तौर पर हम जो करते हैं वह मुख्य मेमोरी का एक हिस्सा होता है इसलिए यह आपकी साझा की जाने वाली मेमोरी के रूप में चिह्नित है तो यह कि विभिन्न प्रक्रियाएँ उस मेमोरी पर पढ़ने या लिखने में सक्षम हैं तो यह साझा मेमोरी एक्सेस है तो यह प्रदान किया जा सकता है या वहाँ संदेश पासिंग हो सकता है तो एक प्रक्रिया किसी अन्य प्रक्रिया को संदेश भेज सकती है और दूसरा वह तरीका जिससे संदेश का आदान प्रदान हो सकता है इसलिए पैकेट हैं इस आंदोलन को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ध्यान दिया जाता है ताकि जानकारी एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जाए फिर त्रुटि का पता लगाना ओएस को संभावित त्रुटि के बारे में लगातार पता होना चाहिए जैसे कि जब एक कार्यक्रम निष्पादन के अधीन है इसलिए किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने से पहले हम यह नहीं जानते हैं कि प्रोग्राम कुछ त्रुटि को देगा या नहीं मेरे प्रोग्राम में एक डिवीजन ऑपरेशन हो सकता है उदाहरण के लिए x भागित y बराबर z के इसलिए जब तक कि y के मूल्य की गणना नहीं की जाती है तब तक हम यह नहीं जानते हैं कि क्या y 0 के बराबर हो जाता है और 0 से विभाजन त्रुटि देगा इस तरह से यह त्रुटियों का सांख्यिकीय रूप से भविष्यवाणी करना सबसे अधिक मुश्किल है तो केवल जब प्रोग्राम या प्रक्रिया निष्पादित हो रही है तो इस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन संभावित त्रुटियों के बारे में लगातार पता होना चाहिए त्रुटि आईओ उपकरणों में सीपीयू और मेमोरी हार्डवेयर में या उपयोगकर्ता प्रोग्राम में उदाहरण है जो मैंने लिया है उपयोगकर्ता प्रोग्राम में है या ऐसा हो सकता है कि मेमोरी में कुछ स्थान दोषपूर्ण हो जाएंगे तो इस तरह यह एक समस्या बन जाती है या सीपीयू में भी कुछ खराबी आ सकती है तो इस तरह से कार्यक्रम के निष्पादन के दौरान कुछ समस्या हो सकती है इसलिए IO डिवाइस भी अचानक प्रिंटर पर काम करना बंद कर देते हैं तो इस तरह से शायद कुछ त्रुटियां हैं तो त्रुटि कोड जो यह उपकरण भेजता है इसलिए उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पहचाने जाने योग्य होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोगकर्ता को तदनुसार सूचित करना चाहिए कि ऐसी त्रुटि हुई है इसलिए प्रत्येक प्रकार की त्रुटि के लिए ओएस को सही और सुसंगत कंप्यूटिंग सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए इसलिए वे जो कुछ त्रुटियां हैं वे क्षणिक हैं यदि आप कुछ समय बाद प्रयास करेंगे तो त्रुटि नहीं होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर यह तय कर सकता है कि एक निश्चित प्रकार की त्रुटियां होती हैं तो मैं कुछ समय बाद ऑपरेशन को फिर से करूंगा इस तरह से यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंप्यूटिंग ठीक चल रही है यह संदेश है कि यह कार्रवाई ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाती है जहां यह त्रुटि का ख्याल रखता है फिर एक और महत्वपूर्ण चीज जो होनी चाहिए वह डिबगिंग की सुविधा प्रदान करना है इसलिए हमें प्रोग्राम को डिबग करने में सक्षम होना चाहिए जैसे यदि कोई प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है तो यह ठीक है लेकिन आम तौर पर प्रोग्राम की तरह इसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे यह निष्पादन को आगे बढ़ाता है इसलिए परीक्षण करते समय यह संभव नहीं है इसलिए सभी विभिन्न प्रकार के निष्पादन अनुक्रम की जांच करना संभव नहीं हो सकता है जो कार्यक्रम जीवनकाल में पालन कर सकता है अब जब प्रोग्राम निष्पादित हो रहा है तो शायद कुछ त्रुटि हो उदाहरण के लिए यदि कोई टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा है तो किसी समय यह एक गलती हो सकती है ठीक इसलिए इस तरह से उन त्रुटियों को सांख्यिकीय रूप से पकड़ना मुश्किल है इसलिए जब एक्सचेंज नहीं चल रहा हो उन त्रुटियों को पकड़ना मुश्किल है इसलिए हमें उस समस्या को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यह डिबगिंग एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए तार्किक त्रुटियों पर कि एक कार्यक्रम या प्रक्रिया विकसित हो सकती है उन्हें इस डीबगिंग सुविधाओं द्वारा जांचा जाता है तो यह आपको सीपीयू रजिस्टर मेमोरी की कंटेंट के बारे में पर्याप्त जानकारी देकर आपकी मदद कर सकता है और वहां से उपयोगकर्ता संभवतः यह पता लगा सकता है कि समस्या क्या है इसके कारण जो कठिनाई आई थी जिसके लिए यह विफलता आई है इसलिए यह डिबगिंग सुविधाएं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है और चूंकि प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रण के तहत निष्पादित हो रहा है इसलिए यदि ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करता है या डीबगिंग के लिए पर्याप्त सुविधा है इसलिए उपयोगकर्ता के लिए डिबगिंग ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है फिर संसाधन आवंटन इसलिए कई उपयोगकर्ता या कई कार्य हो सकते हैं जो समवर्ती चल रहे हैं और संसाधन उन्हें आवंटित किए जाने हैं तो इस तरह से हमें यह संसाधन आवंटन समस्या मिली है और विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं जैसे सीपीयू साईकल इसलिए यह अपने आप में एक संसाधन है जैसे किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए हमें सीपीयू की आवश्यकता होती है तो CPU को कितने समय के लिए एक प्रक्रिया दी जाती है जो यह निर्धारित करती है कि समय पर्याप्त है या नहीं तो यह हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर मान लेता है कि यह एक फैशन में होगा कि एक राउंड रॉबिन तरीके से यह कुछ समय के लिए एक प्रोग्राम को निष्पादित करेगा शायद कुछ 2 सेकंड तब सीपीयू किसी अन्य प्रक्रिया या एक कार्यक्रम को दिया जाएगा जो कि 2 सेकंड के बराबर हो फिर तीसरी प्रक्रिया के लिए तो यह सभी प्रक्रियाओं में एक राउंड रॉबिन फैशन में चला जाता है जो हमारे पास सिस्टम में है तो यह एक सीपीयू सायकल आवंटन है जो एक संसाधन है जो हमारे पास है तो मुख्य मेमोरी एक मुख्य मेमोरी सीमित है इसलिए निष्पादन के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को निश्चित मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता होती है ताकि मुख्य मेमोरी प्रदान की जा सके फिर फाइल स्टोरेज कि फाइलों को कहां स्टोर करना है तो डिस्क स्थान भी कई प्रक्रियाओं में साझा विभाजित होता है तो यह कि यह डिस्क मेमोरी विभिन्न प्रक्रियाओं को कैसे दिया जाता है उन्हें कैसे आवंटित किया जाता है फिर जो IO डिवाइस दिए गए हैं फिर हिसाब रखने के लिए कि कौन से उपयोगकर्ता कितने और किस प्रकार के कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है इसलिए आमतौर पर जब हम एक शैक्षिक संगठन में काम कर रहे होते हैं तो शायद हम उस गणना के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं जो हम सिस्टम द्वारा करते हैं लेकिन एक व्यावसायिक संगठन में हमें इसके लिए भुगतान करना होगा और यह भुगतान निश्चित रूप से उस CPU समय पर निर्भर करेगा जो प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को डिस्क स्थान में उपयोग किया जाता है जो कि सिस्टम में मौजूद प्रत्येक संसाधन के लिए उपयोग किया जाता है प्रोग्राम द्वारा इसका कितना उपयोग किया जाता है तो यह उस समग्र शुल्क को निर्धारित करेगा जो हमें सिस्टम के उपयोगकर्ता से लेना है तो इस तरह से लेखांकन की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमें कुछ तंत्र प्रदान करना चाहिए जिसके द्वारा यह लेखा ठीक से किया जाता है और आप समझते हैं कि बहुत सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं और इस समय मान इतने छोटे हैं अतः यह बताना संभव नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद के बिना क्या सही मूल्य हैं कि इसकी कितनी मेमोरी है इसका कितना डिस्क है प्रक्रिया के लिए कितना CPU समय है इसलिए इसे मैन्युअल रूप से करना बहुत मुश्किल है फिर एक और सेवा जो अक्सर प्रदान की जाती है वह है सुरक्षा इसलिए यह विशेष रूप से सच है जब हमें मल्टी यूजर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम मिला है इसलिए हम एक उपयोगकर्ता या एक कंप्यूटर से दूसरे उपयोगकर्ता या अन्य कंप्यूटर से संबंधित जानकारी की पहुंच को नियंत्रित करना चाहते हैं इसलिए हमें सुरक्षा करनी होगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम संसाधनों तक सभी पहुंच नियंत्रित हो तो ऐसा नहीं है कि दो प्रक्रिया को एक विशेष साझा चर को संशोधित करने की अनुमति है उदाहरण के लिए यदि यह एक प्रिंटर है और यदि दो प्रक्रियाओं को एक साथ प्रिंटर तक पहुंच प्रदान की जाती है तो लाइनें प्रिंटर में पूरी तरह से गड़बड़ा जाती हैं तो वह सुरक्षा है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय पर संसाधन केवल एक प्रक्रिया को दिया जाए इसलिए सिस्टम संसाधनों की पहुंच नियंत्रित है और सुरक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि बाहरी लोगों से उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण की आवश्यकता है मैं केवल सिस्टम के मान्य उपयोगकर्ताओं को लगभग सभी सिस्टमों को स्वीकार करूंगा अब उन्हें लॉगिन और पासवर्ड मिल गया है इसलिए उन लॉगिन और पासवर्ड मूल्यों का उपयोग करके ही इसे किसी एक विशेष उपयोगकर्ता को दिया जा सकता है और यह बाहरी IO उपकरणों को अमान्य एक्सेस प्रयासों से बचाने के लिए विस्तारित है कोई किसी IO डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करता है इसलिए जब तक यह प्रमाणित नहीं होता है तब तक इसकी अनुमति नहीं है इस प्रकार आज सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता बन गई है और ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिनके द्वारा उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान की जाती है